हमने सीखा है कि विभव पॉइसन के समीकरण को संतुष्ट करता है जो कि विभव का लाप्लासियन है जो कि Epsilon 0 द्वारा उस बिंदु पर ऋणात्मक आवेश घनत्व के बराबर है या विशेष मामलों में लाप्लास का समीकरण जो मुझे बताता है कि del square V उन स्थानों पर 0 है जहां कोई आवेश नहीं है इसके परिणाम होते हैं और जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमने यह भी कहा था कि आप जानते हैं कि ये विभव के लिए अवकल समीकरण बन जाते हैं यदि आप विभव की गणना करने के लिए इनका उपयोग करना चाहते हैं तो हम यह दिखाने में सक्षम होने चाहिए कि ये दिए गए परिसीमा प्रतिबंध के लिए अद्वितीय उत्तर देते हैं परिणामों के लिए मैं सिर्फ एक बात का उल्लेख करूंगा यदि मैं del square U V को 0 के बराबर लेता हूं तो इसका अर्थ है कि दिए गए बिंदु पर कोई न्यूनतम या अधिकतम विभव नहीं होता है और इसलिए किसी दिए गए बिंदु पर यदि विभव अधिकतम तक जा रहा है तो एक बिंदु पर अधिकतम से हो कर यह दूसरी तरफ न्यूनतम तक जाएगा इसे देखने का एक तरीका अच्छा तरीका यह है कि अपने हाथ के इस हिस्से को देखें इसमें यदि आप अपनी उंगलियों और अंगूठे की तरफ से आते हैं तो आप एक न्यूनतम को छू रहे हैं लेकिन यदि आप हथेली से दूसरी तरफ जाते हैं तो आप अधिकतम को छू रहे हैं इसलिए यहां कोई अधिकतम या न्यूनतम नहीं है इसे एक सैडल प्वाइंट के रूप में जाना जाता है और यह वह स्थान है जहां इस राशि का del square किसी भी ऊंचाई पर यदि मैं गणना करता हूं तो यह 0 होगा और इसका जो अर्थ है वह यह है कि एक आवेश मुक्त क्षेत्र में आवेश के लिए वहां पर कोई संतुलन बिंदु नहीं होता है आइए हम इसे समझते हैं यदि कोई न्यूनतम या अधिकतम नहीं है इसका अर्थ है कि विभव एक तरफ अधिकतम से गुजर रहा है और दूसरी तरफ न्यूनतम है यदि मैं यहां एक आवेश को रखता हूं तो यह इस दिशा में स्थिर हो सकता है जहां से यह न्यूनतम को छू कर जा रहा है दूसरी तरफ यह दूर जाना शुरू कर देगा और यह del square V के 0 होने का परिणाम है इसे गणितीय रूप से देखने का तरीका निम्नानुसार है मान लीजिए कि एक बिंदु है जहां एक अधिकतम है फिर यदि मैं इसके चारों ओर एक बहुत छोटा गोला लेता हूं यदि मैं इसके चारों ओर एक बहुत छोटा गोला लेता हूं और सतह पर V की प्रवणता के अपसरण की गणना करता हूं तो यह अपसरण प्रमेय द्वारा इस आयतन पर इस V की प्रवणता के अपसरण के बराबर होगा यह अपसरण प्रमेय द्वारा सतह पर grad of V dot d s होगा क्योंकि यह अधिकतम है या दूसरी तरफ से यदि यह न्यूनतम है फिर grad of V का पूरी सतह पर एक ही चिन्ह होगा तो यदि बिंदु V का अधिकतम या न्यूनतम है तो V की प्रवणता का सतह पर एक ही चिन्ह होगा और इसका अर्थ है कि grad V dot d s का समाकलन 0 के बराबर नहीं है दूसरी ओर इसे देखें यह del square V d v है और यह 0 है इसलिए मैं एक विरोधाभास पर पहुंच रहा हूं और यदि मैं एक विरोधाभासी अवस्था में हूं तो इसका अर्थ है कि मेरी प्रारंभिक धारणा है कि या तो मैं अधिकतम पर या न्यूनतम पर हूं गलत है तो वे अधिकतम या न्यूनतम नहीं हो सकते हैं इसे समझने का भौतिक तरीका निम्नानुसार है एक आवेश मुक्त क्षेत्र में गॉस का नियम मुझे बताता है कि E dot d s 0 के बराबर है इसका अर्थ है कि एक आवेश मुक्त क्षेत्र में यदि कोई बिंदु है जहां कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं तो कुछ को बाहर जाना होगा और इसलिए यहां रखा हुआ आवेश कभी भी साम्यवस्था में नहीं होगा क्योंकि जो भी रेखाएं आ रही हैं वे बाहर भी जा रही हैं तो आवेश उस दिशा में आगे बढ़ेगा जिसमें विद्युत रेखाएं बाहर जा रही हैं यह del square V 0 कहने के बराबर है और यह सब बराबर है इसे इर्नशॉ के प्रमेय के रूप में जाना जाता है कि एक आवेश मुक्त क्षेत्र में एक आवेश के पास एक संतुलन बिंदु नहीं हो सकता है अब आइए हम हल की अद्वितीयता की ओर जाते हैं किसी दिए गए परिसीमा प्रतिबंध के लिए लाप्लास या पॉइसन के समीकरण के हल की अद्वितीयता दिए गए परिसीमा प्रतिबंध से हमारा क्या अर्थ है अर्थ यह है कि हमने दिए गए परिसीमा पर निर्दिष्ट किया है कि विभव क्या है यह निर्दिष्ट है तो आइए हम एक बंद परिसीमा को लेते हैं यह अनंत पर हो सकता है और हमने परिसीमा पर विभव दिया है आइए हम इसे V naught कहते हैं और मान लीजिए कि इस परिसीमा के अंदर कुछ आवेश है जिन्हें rho r prime द्वारा दिया जाता है तो आपने दिया है कि del square V बराबर minus rho r a given at that r over Epsilon 0 होता है आइए मान लेते हैं कि V 1 r और V 2 r दो हल हैं दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं और दोनों एक ही परिसीमा प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं और एक फलन phi r V को V 1 minus V 2 के बराबर लेते हैं फिर phi r परिसीमा पर del square phi बराबर 0 और phi बराबर 0 को संतुष्ट करता है क्यों क्योंकि phi उन दो विभव के बीच का अंतर है जो दोनों एक ही परिसीमा प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं और दोनों एक ही पॉइसन के समीकरण को संतुष्ट करते हैं आइए अब हम phi के अपसरण को देखते हैं phi की प्रवणता जिसे आप आसानी से अवयव ले कर दिखा सकते हैं कि grad phi square plus phi grad square phi के बराबर है केवल इसे सुविधाजनक बनाने के लिए यह एक फलन f के d by d x के कुछ समान है d by d x f बराबर d f by d x square plus f d 2 f by d x square होगा यह उसी के समान है और आप उन अवयवों को ले कर आप यह दिखा सकते हैं लेकिन अब मैं अद्वितीयता दिखाने के लिए इसका उपयोग करने जा रहा हूं आइए हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं यह phi का अपसरण है grad phi इसलिए मैं आयतन के ऊपर इसका समाकलन करूंगा यह grad phi mod square over the volume plus phi del square phi over the volume के बराबर होगा हालांकि हमने देखा है कि del square phi 0 है इसलिए यह पद समाप्त हो जाएगा बाईं ओर मुझे अपसरण प्रमेय द्वारा प्राप्त होगा कि सतह पर phi grad phi dot d s का समाकलन grad phi square d v के बराबर है लेकिन हमने पहले ही देखा है कि phi सतह पर 0 है और इसलिए इस पद को हटा दिया जाता है परिणाम स्वरूप मैं देखता हूं कि 0 grad phi square d v के बराबर है 2ϕ2 dV2dV2ϕdV dS2dV or 2dV0 हालाँकि grad phi square हमेशा धनात्मक होता है वर्ग है तो grad phi square d V बराबर 0 यह तुरंत आपको बताता है कि grad phi 0 है phi की प्रवणता या अवकलज 0 है इसलिए phi स्थिरांक के बराबर है ज्यादा से ज्यादा V 1 और V 2 के बीच में स्थिरांक का अंतर हो सकता है लेकिन क्योंकि वे परिसीमा पर समान होते हैं इसलिए इस स्थिरांक का 0 होना बेहतर है तो इसका अर्थ है कि V 1 V 2 के बराबर है यह जो मुझे बताता है वह है कि दिए गए आवेश वितरण के लिए विभव पॉइसन के समीकरणों को हल करके दिया गया उत्तर अद्वितीय है 20 2dV0 or ϕ0 ∴ϕconstant or V1V2 एक ही पॉइसन का समीकरण और एक ही परिसीमा प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले दो अलग अलग विभव नहीं हो सकते हैं और rho बराबर 0 केवल विशेष मामला है और इसलिए लाप्लास का समीकरण भी दिए गए परिसीमा प्रतिबांधो पर मुझे एक ही उत्तर देता है तो del square V बराबर rho over Epsilon 0 का एक दिए गए परिसीमा प्रतिबंध के लिए एक अद्वितीय समाधान है तो हम देखते हैं कि हम इस पर कैसे पहुंचे हैं हम इस पर अंतर के अपसरण को देखते हुए पहुंचे हैं जहां phi V 1 minus V 2 है और हमने इसका उपयोग grad phi 0 के बराबर होना चाहिए यह प्राप्त करने के लिए करेंगे संबंधित भौतिक परिघटना यह है कि अगर मेरे पास कोई बंद सतह है जिसमें कोई आवेश नहीं है भीतर कोई आवेश नहीं है और V पूरी परिसीमा पर समान है तो भीतर क्षेत्र 0 के बराबर होता है यह बहुत हद तक ऐसा है कि यदि मेरे पास एक धातु का गोला है जिसे हमने पहले माना था लेकिन अब मैं किसी भी आकार का एक धातु लेता हूं और मैं इसे कुछ विभव देता हूं जिससे कि यह पूरी सतह समविभव बन जाती है क्योंकि धातु में दो भागों के बीच कोई अंतर नहीं होता हैं अन्यथा आवेश एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित होता है और धातु के भीतर का क्षेत्र 0 होता है इसलिए यदि मैं समविभव बनाता हूं एक बंद आयतन जिसकी पूरी सतह एक ही विभव पर है तब भीतर क्षेत्र 0 होगा यह उसके बहुत समान है अपसरण प्रमेय का उपयोग करने से पहले हम इसे देते हैं अब भीतर del square V 0 होगा क्योंकि वहां पर कोई आवेश नहीं है फिर से हम V का अपसरण लेते हैं V की प्रवणता जो grad of V square plus V Laplacian of V होगा लेकिन क्योंकि भीतर कोई आवेश नहीं है यह 0 है आइए अब हम आयतन समाकल लेते हैं V का अपसरण V की प्रवणता grad of V mod square d over the volume के बराबर है बाएं हाथ की ओर को मैं integral V grad V dotted with surface जो integral grad V square over the volume के बराबर है के रूप में लिख सकता हूं कृपया इस V और इस V के बीच भ्रमित न हो 2V0 VVV2V2V VVV2dVVVdSV2dV अब यदि आप V को देखते हैं सतह पर V की प्रवणता हम पहले से ही कह रहे हैं कि सतह में समान विभव है इसलिए इस v का सतह पर और कुछ भी नहीं है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं इस V को बाहर निकाल सकता हूं फिर यह grad of V dot d s का समाकल बन जाता है V की प्रवणता क्या है यह V minus E dot d s है चूंकि गॉस के नियम के अनुसार भीतर कोई आवेश नहीं है यह पद 0 है और इसलिए बाएं हाथ की ओर का गायब हो जाता है और मैं समझ रहा हूं कि grad of V mod square d v का समाकल 0 के बराबर है इसका अर्थ है कि भीतर V की प्रवणता 0 होनी चाहिए VVdSVVdSV EdS V2dV0 or V0 इसलिए यदि मैं नियत विभव पृष्ठ के साथ कुछ लेता हूं बंद सतह सतह पर नियत विभव तो भीतर क्षेत्र 0 होगा उदाहरण के रूप में आप इस प्रयोग को घर पर कर सकते हैं आप एक धात्विक टिफिन बॉक्स लीजिए और अपने मोबाइल को भीतर रख दीजिए यदि आप उस मोबाइल पर कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा क्योंकि भीतर का क्षेत्र 0 है सब कुछ परिरक्षित है तरंगें धात्विक बंद सतह में प्रवेश नहीं कर सकती हैं तो इसका उपयोग फैराडे का पिंजरा नामक किसी वस्तु को बनाने के लिए भी किया जाता है आप धातु की एक लगभग बंद सतह को लेते हैं यह सब जाली का बना होता है और अपने उपकरणों को भीतर रखते है और ये बाहर के किसी भी विद्युत सिग्नल द्वारा खराब नहीं होते हैं क्योंकि उस विद्युत और चाहे आप बाहर जो भी करते हैं भीतर क्षेत्र 0 होगा क्योंकि किसी धातु के जाल या धातु की सतह के लिए हर जगह विभव नियत होता है